एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम कोर्स ऑन लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी द्वारा प्रो दीपा दुबे राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय IIT खड़गपुर व्याख्यान 17 लैंगिक हिंसा भीतर और बाहर जारी नमस्कार और आप सभी का स्वागत है पिछले व्याख्यान में हम लैंगिक हिंसा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे विशेष रूप से भारतीय समाज में और हिंसा के विभिन्न रूप जो महिलाओं और लड़कियों पर लागू होते हैं पर चर्चा की गई विशेष रूप से घरेलू हिंसा का मुद्दा और फिर विभिन्न अपराध जो भारतीय दंड संहिता में हैं हम अपराधों के प्रकार के रूप में एक प्रकार का भेदभाव करने की कोशिश करते हैं जो कि जीवन और गरिमा के खिलाफ अपराधों के संदर्भ में हैं यह विशेष रूप से उन महिलाओं से संबंधित हैं जो वैवाहिक घरों में विवाहित हैं अब आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे विशेष रूप से बलात्कार के अपराध और अपराधों के कुछ अन्य क्रिया रूपों जिन्हें 2013 में देश के आपराधिक कानून में नवीनतम संशोधन द्वारा शामिल किया गया है विशेष रूप से निर्भया बलात्कार की घटना बलात्कार और हत्या की घटनाओं के मद्देनजर जो देश में हुई थी स्लाइड समय देखें 0146 अब जहां तक बलात्कार के अपराध का संबंध है यह अपराधों के सबसे गंभीर और भीषण रूप में से एक है जो एक महिला के खिलाफ अपराध है अब यह अपराध 1860 के भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 में शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध शीर्षक के तहत अपराध सूचीबद्ध है इसे वहां यौन प्रकृति के अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो यौन अपराध है अब यह बलात्कार शब्द का क्या मतलब है बलात्कार शब्द मूल रूप से "रेप यो" शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है जब्त करना इसलिए बलात्कार जबरन गिरफ़्त या किसी महिला द्वारा उसकी सहमति के बिना बल भय या धोखाधड़ी के संकेत देता है इस अपराध में एक महिला के साथ घिनौना गैर सहमति संभोग शामिल है यह हिंसा का एक गंभीर कार्य है एक महिला के निजी व्यक्ति का और 1996 में बोधिसत्व गौथम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वार्णित किया गया था अब बलात्कार का अपराध इसलिए हालांकि शरीर के खिलाफ अपराध के रूप में सूचीबद्ध है लेकिन अनिवार्य रूप से यह एक व्यक्ति की अखंडता के खिलाफ जाता है एक महिला का मूल व्यक्तित्व एक महिला की बुनियादी अखंडता और व्यक्तित्व उसके ऊपर अपराध किए जाने के तरीके से अपमानित और नीचा दिखाया जाता है अब 2013 में इस अपराध को एक बड़े संशोधन से गुजरना पड़ा जिससे अपराध की रूप रेखा को बहुत चौड़ा और व्यापक बना दिया गया क्योंकि यह 2013 के संशोधन से पहले प्रचलित था किस अर्थ में इसे चौड़ा किया गया था क्योंकि इसे शामिल किया गया था इसे विस्तृत परिस्थितियों में एक आदमी द्वारा एक महिला के शरीर के साथ ज़बरदस्ती गैर सहमति से हस्तक्षेप या हेरफेर के विभिन्न रूपों को शामिल करने के लिए चौड़ा या परिभाषित किया गया था पहले इस तरह का हस्तक्षेप शब्द संभोग तक सीमित था जिसका अर्थ केवल पारंपरिक अर्थों में था जिसमें यह एक विषम संभोग का उल्लेख करता है हालांकि संशोधन के साथ जो प्रभाव में आया वह सभी अन्य रूपों को शामिल करने के लिए बहुत व्यापक था उल्लंघन या हस्तक्षेप या महिला के शरीर में प्रवेश चाहे वह किसी वस्तु या पुरुष के किसी अन्य भाग को सम्मिलित करने के द्वारा या मुंह के आवेदन आदि के द्वारा जहां उसका उल्लंघन किया जाता है अतः अब जो अपराध है वह अब तक सीमित नहीं है जो केवल पारंपरिक रूप से संभोग था लेकिन इसमें योनि गुदा या मुख मैथुन के अन्य सभी प्रकार शामिल हैं जो एक महिला का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति रखते हैं अब बलात्कार के अपराध की बात करते हुए यह मूल रूप से एक अधिनियम है जो महिला की सहमति के खिलाफ है इसलिए सहमति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और यह बलात्कार कानूनों के मूल या केंद्र में निहित है यदि कोई महिला इस तरह के कृत्य के लिए सहमति देती है तो यह उस मामले के लिए अपराध नहीं बनता है क्योंकि वह पूरी व्यवस्था में एक साझेदार थी हालाँकि यदि उसने अपनी सहमति नहीं दी तो उस मामले में दंडात्मक कानूनों के तहत महिला के शरीर के साथ हस्तक्षेप करने के मामले में महिला के साथ जबरन संबंध का उल्लंघन किया जाता है इसलिए सहमति संहिता में निहित है और जब हम ऐसी सहमति की बात करते हैं जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में समझाया गया है जो इस शब्द को परिभाषित करता है यह प्रश्न में एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौते को संदर्भित करता है जिसमे गैर प्रतिरोध या अप्रतिरोधी प्रस्तुतीकरण के साथ सहमति शामिल नहीं है यह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें महिला के शरीर पर चोट के निशान या अनुपस्थिति और रोने की अक्षमता और लोगों का ध्यान आकर्षित करने में असमर्थता को अदालत ने सहमति के संकेत के रूप में कई उदाहरणों में बताया है इसलिए यह एक ऐसा मुद्दा है जो कानून की अदालतों में मुखर रूप से बहस और बहस करता है और मूल रूप से ऐसे सभी अभियोजन पक्ष में बचाव यह इंगित करने की कोशिश करता है कि महिला चुप रहने से या चोटों को बनाए रखने से या निष्क्रिय प्रस्तुत करने से सहमत नहीं है अधिनियम उस पर लागू किया जा रहा है इसलिए सहमति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है और इसकी उचित तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए इसलिए 2013 का अधिनियम बलात्कार के एक मामले में इस शब्द को परिभाषित करने के लिए गया है और परिभाषा विशेष रूप से बताती है कि जब सहमति की बात की जाती है तो यह केवल सक्रिय सहमति को संदर्भित करता है इसलिए एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता होना चाहिए जिससे लड़की या महिला ने अपनी सहमति दी हो इससे कम कुछ भी जिसकी व्याख्या केवल गैर प्रतिरोध के रूप में की जा सकती है या जो केवल निष्क्रिय प्रस्तुतीकरण है जिसे सहमति के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है स्लाइड समय देखें 0826 अब बलात्कार के अपराध में निर्दिष्ट परिस्थितियों का एक सेट हो गया है जिसमें यदि कृत्य आदमी द्वारा अपराध किया जाता है तो यह एक अपराध बनता है इसलिए अगर यह महिला की इच्छा के खिलाफ है अगर यह उसकी सहमति के खिलाफ है अगर उसकी सहमति उसे मौत या चोट के डर से डालकर प्राप्त की गई है या यदि सहमति उसे किसी नशीले पदार्थ का सेवन करके दी गई है ऐसे सभी मामलों में यह बलात्कार के अपराध के बराबर है जिसके लिए पूर्ण गद्दार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है वैधानिक बलात्कार की अवधारणा है इस अर्थ में कि जब सहमति किसी व्यक्ति की बात की जा रही हो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक होने पर सहमति देने में सक्षम है यह बालिग़ व्यक्ति की उम्र है इसलिए एक नाबालिग सहमति नहीं दे सकती है और यदि एक नाबालिग को किसी आरोपी द्वारा इस तरह की कार्रवाई के अधीन किया जाता है तो वह अपनी सहमति देती है या नहीं यह व्यक्ति अभी भी उत्तरदायी होगा इसलिए इस संबंध में एक वैधानिक आयु तय की गई है सहमति देने और किसी को भी जो किसी लड़की का उल्लंघन करता है जो 18 वर्ष से कम आयु की है तो वह व्यक्ति उत्तरदायी होगा इसके दो अपवाद हैं एक चिकित्सा हस्तक्षेप से संबंधित है जिसमें किसी भी मामले में बलात्कार का अपराध नहीं होना चाहिए और दूसरा वैवाहिक बलात्कार की छूट के संबंध में है यह एक प्रावधान है जिसका उल्लेख हमने पिछले व्याख्यानों में भी किया है पुरुष को अपनी पत्नी पर बलात्कार करने के लिए उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता क्योंकि रिश्ते के आधार पर पुरुष और पत्नी के रूप में यह माना जाता है कि उसने उस सब के लिए अपनी सहमति दे दी है जो स्वाभाविक रूप से उस रिश्ते का एक हिस्सा है इसलिए यह एक ऐसा दृश्य था जो 16 वीं शताब्दी का था और यह एक ऐसा दृश्य है जो भारत में अभी भी अच्छा है हालांकि दुनिया के अधिकांश देशों ने इस वैवाहिक बलात्कार की छूट को हटा दिया है और पति को समान रूप से किसी अन्य अपराधी के रूप में उत्तरदायी बनाता है ऐसे मामलों में अपराध कई अन्य विकराल रूप ले लेता है क्योंकि यह देखा गया है कि अपराधियों द्वारा कई बार नाबालिगों या बहुत छोटे बच्चों के खिलाफ अपराध किया जाता है 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे आदि इसी तरह उन स्थितियों में जहां महिला गर्भवती हो सकती है या संघर्ष सांप्रदायिक संघर्ष आदि की स्थिति हो सकती है और ऐसी स्थिति में क्या होता है क्या कानून का मानना है कि यह अपराध का एक उग्र रूप बनाता है जो कानून के तहत उच्च दंड को आकर्षित करता है तो जुर्माना दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है और किसी मामले में मृत्यु से संबंधित भी हो सकता है अब बलात्कार के अपराध में 2013 के संशोधन द्वारा कुछ उग्र रूपों को संशोधित किया गया जिसमें हिरासत में बलात्कार भी शामिल है अब यह एक समय में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और यहां तक कि कई बार वर्तमान समय में यह कुछ नहीं है स्लाइड समय देखें 1202 जो पुलिस थानों में या अस्पतालों या जेलों में लोगों या महिलाओं पर किए जा रहे बलात्कारों से अनभिज्ञ है इसलिए ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां ऐसी महिला किसी लोक सेवक की हिरासत में है जैसे कि पुलिस स्टेशन या ऐसी जेल एक दंड संस्था या शायद एक अस्पताल आदि और ये बहुत बिगड़े रूप हैं क्योंकि जो व्यक्ति ऐसी संस्था के प्रभारी या प्रबंधन में है ऐसे मामलों में अपराधी बन जाता है इसलिए कानून के तहत हिरासत में बलात्कार अपराध के उग्र रूपों में से एक है इसी तरह के अपराध जो विश्वास प्राधिकरण या नियंत्रण के व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं इसलिए ऐसे लोग जो परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं जहां ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जाता है जब ऐसा व्यक्ति प्रभारी या ऐसी महिला या ऐसे नाबालिग के नियंत्रण में हो ये लोग जब वे अपराध करते हैं वे एक बढ़ी हुई सजा के लिए उत्तरदायी बन जाते हैं इसी तरह झगड़े या हिंसा की स्थितियों में किया गया बलात्कार एक गर्भवती महिला पर किया गया बलात्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों या 16 साल से कम उम्र की लड़कियों एक विकलांग महिला पर किए गए सभी बलात्कार आदि भी कानून के तहत उच्च दंड को आकर्षित करते हैं यह गंभीर नुकसान पहुँचाता है या एक महिला के जीवन को खतरे में डालता है या बलात्कार के कारण मौत या सदैव शिथिल अवस्था को विशेष रूप से कानून में शामिल किया गया है परसिस्टेंट वेजटेटिव स्टेट persistent vegetative state एक गंभीर स्थिति है जो जीवन को बनाए रखने की क्षमता को संरक्षित करती है लेकिन संज्ञानात्मक कार्य नहीं हमारे पास अरुणा स्कोनबर्ग मामले का संदर्भ हो सकता है जो शायद आप में से कई ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा जहां अदालत में एक याचिका दायर की गई थी ताकि उसे मरने की अनुमति दी जा सके क्योंकि घटना के 37 या 35 साल पहले विचाराधीन याचिका में उसके साथ बलात्कार हुआ था वह अपने अस्पताल की एक नर्स थी और उसके साथ उस अस्पताल के एक कर्मचारी ने बलात्कार किया था और यह इस तरह के क्रूर या अमानवीय तरीके से किया गया था विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उसके गले में एक कुत्ते की चेन डालकर जिससे उसे स्थायी रूप से नुकसान उठाना पड़ा और अगले 37 वर्षों में वह शिथिल अवस्था में रही और 2013 के संशोधन में विशेष रूप से ऐसी स्थितियों का ध्यान रखा गया है जहां बलात्कार के परिणामस्वरूप महिला की मौत हो गई या लगातार शिथिल अवस्था में हो ऐसे मामलों में यह बहुत गंभीर रूप में अपराध की ओर जाता है और उच्च दंड को आकर्षित करता है इसी तरह बार बार अपराधी द्वारा सामूहिक बलात्कार या बलात्कार जो बार बार अपराध को दोहराता है ऐसे सभी मामलों को अब धारा 376 ए बी सी डी और कुछ वर्गों में शामिल किया गया है जिनका ध्यान रखना है यह भयावह अपराध जो एक महिला पर अपराध है यह यह अपराध है आम तौर पर माना जाता है बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ एक अपराध और पीड़ितों के उल्लंघन के मौलिक अधिकारों के सबसे पोषित अर्थात् जीवन का अधिकार जिसे हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में पढ़ा है स्लाइड समय देखें 1539 अब इसलिए यह बलात्कार का अपराध है और यह है कि बलात्कार के कानूनों में बदलाव कैसे लाया गया है अपराध के रूप को चौड़ा करने के साथ साथ अपराध के कई उग्र रूपों और उन्हें उच्च के साथ दंडित करना भी शामिल है दंड ताकि अधिनियम ताकि अपराध को उचित रूप से दंडित किया जा सके और लोगों को इस तरह के अपराध को करने से रोका जा सके साथ ही साथ महिला के अधिकारों और अखंडता को बनाए रखा जा सके अब इसके अलावा कई अन्य अपराध हैं जिन्हें 2013 के माध्यम से शामिल किया गया है अब ये मूल रूप से अपराध थे जो अधिनियम से पहले भारतीय दंड संहिता में शामिल नहीं थे हालाँकि संशोधन के बाद इन अपराधों को लाया गया अब इनमें यौन उत्पीड़न के अपराध एक महिला को निर्वस्त्र करने का अपराध घूरने का अपराध एसिड हमले का अपराध शामिल हैं जो कल के पिछले व्याख्यान में यह पहले ही कहे जा चुके हैं कोई लिंग विशेष अपराध नहीं है लेकिन लिंग तटस्थ है जो मूल रूप से एसिड को प्रशासित करके दुख का कारण बनता है अब यौन उत्पीड़न के अपराध अनिवार्य रूप से उन स्थितियों का ध्यान रखना चाहते हैं जिन्हें हमने पिछले व्याख्यान में 2013 के यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत कवर किए जाने के रूप में देखा है हालाँकि यह अधिनियम विशिष्ट था कार्यस्थल में एक महिला कर्मचारी पर प्रतिबद्ध किया गया है इसलिए यदि यह प्रावधान या वे प्रावधान कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए थे तो एक महिला पर अपराध किया जा रहा था दूसरा पहलू या अन्य अंतर जो शायद कोई भी आसानी से समझ सकता है यह है की यह आपराधिक कानून के दायरे में है इसलिए यह आपराधिक कार्रवाई को आमंत्रित करता है और जिस पर हमने 2013 के तहत बात की है वह वह उपाय है जहां अधिनियम के तहत उपाय की मांग की जाती है और यह संगठनात्मक संरचना के भीतर है इसलिए वे दो अलग अलग हैं और एक महिला जो एक बार 2013 अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना चाहती है वह यौन उत्पीड़न या यहां तक कि शील भंग के मामले में समान रूप से स्वतंत्र है लेकिन उसके लिए उसे अपराधी के खिलाफ पुलिस स्टेशन का रुख करना चाहिये क्योंकि कानून को गति देने के लिए यानि आपराधिक कानून वह पुलिस है जो ऐसी संस्था है जिससे शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क करना होगा और फिर उसी संबंध में पुलिस को आवश्यक जांच करने के लिए इसलिए यदि कोई यौन उत्पीड़न की परिभाषा में देखता है जैसा कि अपराध के लिए निर्धारित किया गया है तो वे कमोबेश एक ही परिभाषा हैं जिसमें शारीरिक उन्नति और अधिवास शामिल हैं यौन एहसानों के लिए अनुरोध अश्लील साहित्य सहित अश्लील टिप्पणी तो इसलिए यह कुछ शारीरिक कृत्यों की बात करता है शारीरिक प्रगति के संदर्भ में जो किसी व्यक्ति के खिलाफ की जाती है या शायद कुछ को यौन अनुग्रह की आवश्यकता होती है जो कि अनुरोध किया जा रहा है और वह रोजगार के संबंध में हो सकता है या अन्यथा एक महिला को अश्लील साहित्य भी दिखाया जा सकता है जिसको ये आपत्तिजनक लगता है जो इसे अनसुना कर देती है इसी तरह कामुक टिप्पणियों का उपयोग करते हुए भद्दी टिप्पणियां करना आदि यह सब यौन उत्पीड़न के शब्द के अंतर्गत आएगा और यह अपराधी के लिए अलग अलग जेल की शर्तों को आकर्षित करता है इसी तरह एक महिला का वस्त्र उतारना यह भी कुछ ऐसा है जो भारतीय परिस्थितियों में विशेष रूप से आदिवासी इलाकों में विशेषकर गाँव के इलाकों में जहाँ महिलाओं की नग्न परेड करा दी जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए या ऐसे डायन को मारने के उदाहरण हैं और किसी महिला को चुड़ैल का लेबल दिया जाता है और फिर उसे निर्वस्त्र कर पूरे गाँव में घुमाया जाता है इसलिए ये विशेष रूप से भारतीय सामाजिक हालात में उदाहरण हैं और इसलिए इसे 2013 के संशोधन अधिनियम के तहत अपराध घोषित किया गया है ताक झांक विशेष रूप से उन स्थितियों की बात करता है जहां किसी एक निजी कार्य में किसी को देखकर चित्र ले लिया गया हो तो वह जो एक निजी कार्य में शामिल एक महिला की छवि को लेने और प्रसारित करने की कोशिश करता है तो फिर वह ताक झांक की अवधारणा के भीतर आता है और उस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तो कोई अपने घर में चाहे वह शयनकक्ष में हो या बाथरूम में अपनी निजी गतिविधियों में शामिल हो और अगर इस तरह की महिला को देख लिया जाता है और फिर ऐसी छवि को ले लिया जाता है साथ ही साथ दुष्प्रचार आदि भी किया जाता है ऐसे सभी लोग जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं उस अधिनियम के लिए और यह ताक झांक की परिभाषा के भीतर होगा यह एक ऐसी चीज है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है जगह जगह पर विभिन्न तकनीकों के आने के साथ चाहे मोबाइल फोन आदि हो जहां कई स्थितियों में अलग अलग वीडियो क्लिप या महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई जा रही हैं परिचालित किया जा रहा है आदि और वहां यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भी हो सकता है जो इस उद्देश्य के लिए आ सकता है फिर से पीछा करने का अपराध एक अपराध है जहां एक व्यक्ति की लगातार निगरानी की जा रही है वे एक व्यक्ति की गतिविधि हैं व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या व्यक्ति को हमेशा लगता है कि सब कुछ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और इस तरह से पीछे लग के निगरानी या संपर्क करना जब यह उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी महिला से संबंधित होता है तो यह पीछा करने के अपराध में आ जाता है स्लाइड समय देखें 2310 यह साइबर स्पेस में भी हो सकता है कि इस तरह की पीछा करना होता है या इस शब्द का भौतिक अर्थ में भी पालन हो सकता है जहाँ शायद कोई पुरुष उस महिला का पीछा करता है या उस महिला को परेशान करता है या उस महिला को लगातार फोन करता है या महिला की हर हरकत पर नज़र रखता है जो पीछा करने के अपराध के भीतर आ सकता है तो ये कुछ नए अपराध हैं जो धारा 354 ए 354 बी 354 सी 354 डी और भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए और बी में एसिड फेंकना में शामिल हैं इसके अतिरिक्त शालीनता के अपमान का अपराध भी था जो 2013 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम से पहले भी मौजूद था यह मूल रूप से एक अपराध था बलात्कार के अपराध की तुलना में बहुत कम था लेकिन इस तरह के आपत्तिजनक और अपमानजनक कृत्यों को शामिल करने के लिए जो एक महिला के खिलाफ प्रतिबद्ध हैं ताकि एक महिला की विनम्रता को उजागर किया जा सके शीलता अनिवार्य रूप से स्त्री विशेषता की बात करती है जिस तरह से एक महिला बोलती है बातचीत करती है खुद को संचालित करती है वहां उसकी नारीत्व की विशेषता है अब अगर कोई ऐसे नारीत्व पर आक्रमण करता है और ऐसा कार्य करता है जो इस तरह की शालीनता का अपमान करता है तो यह अधिनियम के दायरे में आएगा तो यह एक मामला हो सकता है यह एक महिला के कपड़े खींचने का मामला हो सकता है या यह किसी महिला को शारीरिक रूप से छूने की कोशिश करने का मामला भी हो सकता है किसी न किसी रूप में छेड़खानी तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत आयेगा जबकि इससे पहले यह एक बहुत ही अप्रभावी अनुच्छेद कहा जाता था इसमें किसी भी प्रकार के अपराध के लिए सजा बहुत कम थी 2013 के संशोधन के साथ हाल के दिनों में पांच साल तक की सजा में वृद्धि हुई है तो ये कुछ विभिन्न अपराध हैं जिन्हें शामिल किया गया है और इन सभी अपराधों को संबोधित करने की कोशिश की गई है हिंसा के कुछ अन्य रूप जो दैनिक आधार पर महिलाओं और लड़कियों पर लागू हो रहे हैं चाहे वे घर में हों या बाहर घर और राज्य इन प्रावधानों से समाज में इस तरह की हिंसा की घटनाओं पर गंभीरता से अंकुश लगाने का इरादा रखते हैं हम कुछ अन्य अपराधों और प्रक्रियात्मक पहलुओं के साथ अगले व्याख्यान में जारी रहेंगे